आर का उपयोग करते हुए एमसीडीएम तकनीक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने इलेक्ट्री के बारे में बात की है इससे पहले हम एएचपी को कवर करने में सक्षम थे तो अब इस विशेष व्याख्यान में हम एक अन्य तकनीक से शुरू करेंगे जिसे टॉपसिस कहा जाता है टॉपसिस वास्तव में आदर्श समाधान के लिए आदेश वरीयता समानता की तकनीक के लिए खड़ा है इलेक्ट्री की तुलना में टॉपसिस को न्यूनतम संख्या में इनपुट की आवश्यकता होती है इसलिए हमें जिन व्यक्तिपरक मापदंडों की आवश्यकता होती है वे आम तौर पर मानदंड भार होते हैं और कुछ परिदृश्यों में अन्य चीजें भी हो सकती हैं हालांकि मुख्य रूप से यह मानदंड भार है यदि हम इसकी तुलना इलेक्ट्री विधि से करते हैं तो वहाँ मानदंड के अलावा निर्णय लेने वाले विभिन्न मापदंडों के लिए अपने इनपुट प्रदान करते हैं इसलिए अगर हम इलेक्ट्री की जटिलता के साथ तुलना करते हैं तो टॉपसिस काफी सीधा तरीका है इस तरह से सम्मिलित होने के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं और जैसे ही वे जैसे होते हैं वैसे ही जैसे से टॉपसिस के लिए उपयुक्त होते हैं आगे चल रहे हैं तो टॉपसिस के पीछे मुख्य विचार यह है कि सबसे अच्छा समाधान वह है जिसकी आदर्श समाधान से सबसे कम दूरी हो इसलिए जैसा कि हम इस व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं हम समझेंगे कि यह विशेष विधि एक दूरी आधारित विधि है हम इन विशेष पहलुओं को बाद में इस व्याख्यान में और अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन मुख्य विचार यह है कि हम सबसे अच्छे समाधान की तलाश कर रहे हैं जिसमें आदर्श समाधान से सबसे कम दूरी और आदर्श विरोधी समाधान से सबसे दूर की दूरी हो इसलिए हम आदर्श समाधान और आदर्श विरोधी समाधान की पहचान करेंगे और सभी विकल्पों में से हमारा सबसे अच्छा समाधान आदर्श समाधान के सबसे करीब और आदर्श विरोधी समाधान से सबसे दूर होगा इस तरह के दृष्टिकोण के कारण टॉपसिस को संदर्भ स्तर के दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है तो आइए उदाहरण और कुछ ग्राफ़ कुछ चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो चलिए यह उदाहरण लेते हैं हमारे पास अधिकतम होने के लिए 2 मानदंड हैं और उनके बराबर वजन हैं और हमारे पास 2 विकल्प ए और बी हैं अब हमें आदर्श और विरोधी आदर्श समाधान के संबंध में उनकी निकटता की जांच करनी है इसलिए हम एक ग्राफिक के माध्यम से इस विशेष उदाहरण का वर्णन करते हैं आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मानदंड हैं एक X अक्ष के अनुदिश मानदंड 1 है और दूसरा Y अक्ष के अनुदिश है दूसरा विकल्प B है और हमें यह पता लगाना है कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है हमें इनमें से प्रत्येक विकल्प की आदर्श समाधान से और साथ ही आदर्श विरोधी समाधान से दूरी की गणना करनी होगी तो आप देखते हैं कि यह बिंदु विकल्प A है और हमें आदर्श समाधान से दूरी देखनी है और फिर इसी तरह इसके लिए इसी तरह हमें इन दोनों विकल्पों की आदर्श विरोधी समाधान से दूरी देखनी है ताकि आप यहां से देख सकें तो आप देखेंगे कि हम उस विकल्प को पसंद करने जा रहे हैं जो आदर्श समाधान के करीब होने वाला है और यह वैकल्पिक ए प्रतीत होता है इस विशेष ग्राफिक को देखकर केवल दृश्य निरीक्षण द्वारा हम देख सकते हैं कि जिस तरह से ये विकल्प और बाकी सब कुछ दर्शाया गया है या हम देख सकते हैं कि वैकल्पिक ए आदर्श समाधान के करीब है और आदर्श विरोधी समाधान से सबसे दूर है जबकि वैकल्पिक बी आदर्श विरोधी समाधान के करीब है और आदर्श समाधान से थोड़ा दूर है तो यही पूरी टॉपसिस पद्धति है इसलिए हम टॉपसिस के अन्य पहलुओं पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं कि टॉपसिस को लागू करने के लिए 5 मुख्य गणना चरण हैं तो पहला विभिन्न मानदंडों पर विकल्पों के प्रदर्शन स्कोरिंग के बारे में है इसलिए हमें उन अंकों की आवश्यकता है ताकि हम बाद में अन्य चरणों को पूरा कर सकें इसलिए प्रत्येक मानदंड के संबंध में विकल्पों का प्रदर्शन स्कोरिंग इसलिए हम कारों की रैंकिंग कर रहे हैं और कुछ निश्चित मानदंड हैं जिन पर उदाहरण मूल्य के लिए विचार किया जा रहा है उदाहरण के लिए दक्षता उदाहरण के लिए आप स्थान इसलिए प्रत्येक मानदंड के संबंध में हमें उन मानदंडों में से प्रत्येक के संबंध में विकल्पों का स्कोरिंग करना होगा तो एक बार ऐसा हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर अगला चरण प्रदर्शन स्कोर का सामान्यीकरण है क्योंकि इन अंकों को विभिन्न मानदंडों पर मापा जा सकता है जो विभिन्न प्रकार की इकाइयों पर हो सकते हैं तो उन पैमानों की सीमा बहुत भिन्न हो सकती है जैसे एक किलोमीटर में हो सकता है और दूसरा मीटर में हो सकता है इसलिए विभिन्न प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया जा सकता है और उन इकाइयों में ली गई संख्याओं के कारण विभिन्न निम्न मान से लेकर उच्च मान तक हो सकते हैं इसलिए विभिन्न इकाइयों पर किए गए उपायों की तुलना करने में सक्षम होने के लिए हमें सामान्यीकरण करने की आवश्यकता है तो यह दूसरा चरण है जो किया जाना है फिर एक बार नॉर्मलाइजेशन पूरा हो जाने के बाद हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर का वेटिंग करते हैं अब जैसा कि हमने इस बारे में बात की थी कि टॉपसिस में हमें जिस व्यक्तिपरक इनपुट की आवश्यकता होती है वह है मानदंड का भार इसलिए निर्णय निर्माताओं को मानदंड भार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है जिसे वे टॉपसिस मॉडलिंग के लिए उपयोग करना चाहते हैं इसलिए एक बार इस निकटता अनुपात की गणना हो जाने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने विकल्पों की रैंकिंग कर सकते हैं तो ये पांच बुनियादी कदम हैं आइए अब हम इन गणनाओं के पीछे के गणित को समझते हैं तो आइए उस खास पहलू को भी समझते हैं तो चलिए चरण 1 से शुरू करते हैं इसलिए चरण 1 हम मानते हैं कि हमारे पास इन तीन चीजों की जानकारी अन्य तकनीकों AHP और ELECTRE की तरह है जिन पर हमने पहले चर्चा की है हमारे पास विकल्प होंगे इसलिए इस मामले में टॉपसिस के गणित की व्याख्या करने के लिए हम विकल्पों को a 1 से n के रूप में लेंगे तो एन विकल्प हैं और एम मानदंड हैं तो i उस श्रेणी 1 से m को इंगित करता है और फिर हमारे पास निर्णय मैट्रिक्स भी होता है जिसे पूंजी X का उपयोग करके दर्शाया जा रहा है और इस विशेष मैट्रिक्स के तत्वों को छोटे xai के रूप में दर्शाया जा रहा है जहां a विकल्प के लिए है जो पंक्तियों से जुड़े होने जा रहे हैं और फिर i मानदंड को इंगित करता है तो इसे कॉलम साइड से जोड़ा जा रहा है तो पंक्ति की तरफ हम मैट्रिक्स में विकल्प रखने जा रहे हैं कॉलम की तरफ हम निर्णय मैट्रिक्स में मानदंड रखने जा रहे हैं इसलिए विकल्प एन पंक्तियों पर दिखाए जाते हैं क्योंकि हम एन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और मानदंड एम कॉलम पर दिखाए जाते हैं क्योंकि हम एम मानदंड पर विचार कर रहे हैं तो यह वह जानकारी है जो हमें वास्तव में टॉपसिस मॉडलिंग को लागू करने से पहले चाहिए इसलिए जैसा कि हमने अगले चरण में बात की वह है सामान्यीकरण सामान्यीकरण चरणों को करने के विभिन्न तरीके हैं तो हम उनमें से कुछ के बारे में बात करेंगे तो पहला वितरण सामान्यीकरण है सामान्यीकरण के इस मोड में हम जो करते हैं वह प्रदर्शन स्कोर होता है जो हमारे पास पहले से ही निर्णय मैट्रिक्स में होता है उन्हें कॉलम में प्रत्येक वर्ग तत्वों के योग के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो कॉलम मानदंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए प्रत्येक कॉलम के लिए इसलिए प्रत्येक मानदंड के संबंध में हम कुछ गणना करते हैं तो एक कॉलम के साथ जो एक मानदंड के साथ है हमारे पास उन विकल्पों में से प्रत्येक के लिए अंक होंगे तो उन सभी अंकों को प्रत्येक वर्ग तत्वों के योग के इस वर्गमूल से विभाजित किया जाएगा तो गणितीय रूप से इसे स्लाइड में व्यक्त किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं rai में ए विकल्प के लिए खड़ा है i मानदंड के लिए खड़ा है तो राय सामान्यीकृत स्कोर है जो हमें मिलेगा अंश भाग में हमारे पास वास्तविक प्रदर्शन स्कोर है जो xai है और हर में हमारे पास एक विशेष कॉलम के साथ सभी अंकों के वर्ग तत्वों के योग का वर्गमूल है जो एक विशेष मानदंड है तो जैसा कि आप यहाँ हर में देख सकते हैं हमारे पास वर्गमूल है तो योग a1 से n तक है चूँकि हमारे पास n विकल्प हैं उन सभी अंकों के वर्गों को जोड़ दिया जाता है और फिर वर्गमूल लिया जाता है तो इस प्रकार हम इस वितरण सामान्यीकरण की गणना करते हैं और इसका उपयोग बाद में अगले चरण संख्या 3 में किया जाएगा अब इस सामान्यीकरण को करने का एक और तरीका है इसे आदर्श सामान्यीकरण कहा जाता है फिर आदर्श सामान्यीकरण के भीतर 2 परिदृश्य हैं इसलिए यदि मानदंड को अधिकतम किया जाना है तो हमने पिछली तकनीकों के बारे में बात की है कि आमतौर पर किसी विशेष मानदंड के लिए वरीयता दिशा होने वाली है तो क्या मानदंड को अधिकतम या न्यूनतम किया जाना है उदाहरण के लिए हमने कार की रैंकिंग के बारे में बात की तो दक्षता एक ऐसी चीज है जिसे हम अधिकतम करना चाहते हैं लेकिन कारों की कीमत कुछ ऐसी है जिसे हम कम से कम करना चाहेंगे तो अलग अलग मानदंड में अलग अलग वरीयता दिशा हो सकती है इसलिए यह देखते हुए कि इस आदर्श सामान्यीकरण में हमारी गणना अलग होने वाली है इसलिए यदि मानदंड को अधिकतम किया जाना है तो अंकों को प्रत्येक कॉलम में उच्चतम मान से विभाजित किया जाता है जो प्रत्येक मानदंड के संबंध में होता है तो इस मामले में सामान्यीकृत स्कोर राय होने जा रहा है तो किसी विशेष कॉलम के साथ n विकल्पों में से हमें उच्चतम मान चुनना होगा और उस उच्चतम मान को हर के रूप में उपयोग किया जाएगा तब हमें यह अनुपात मिलेगा जो इस सामान्यीकृत स्कोर के रूप में उपयोग किया जाएगा इसी तरह दूसरे परिदृश्य में यदि मानदंड को न्यूनतम किया जाना है तो अंकों को प्रत्येक कॉलम में सबसे कम मान से विभाजित किया जाता है इसलिए प्रत्येक कॉलम में जो प्रत्येक मानदंड के संबंध में है हम सभी n विकल्प लेते हैं और इनमें से प्रत्येक स्कोर को प्रत्येक विकल्प के संबंध में उन सभी n स्कोर में से न्यूनतम मान से विभाजित किया जाता है तो जैसा कि आप यहाँ गणितीय व्यंजक में यहाँ देख सकते हैं कि तो इस फैशन में आदर्श सामान्यीकरण किया जा सकता है तो हमने 2 प्रकार की सामान्यीकरण प्रक्रिया के बारे में बात की एक हमने वितरण सामान्यीकरण के बारे में बात की जहां वर्ग तत्वों के योग का वर्गमूल किया जाता है और आदर्श सामान्यीकरण में जहां हम मानदंड की वरीयता दिशा के आधार पर या तो अधिकतम स्कोर या न्यूनतम स्कोर से विभाजित करते हैं इसलिए अन्य प्रकार की सामान्यीकरण प्रक्रियाएं भी हैं ताकि आप अपने समय में इसका उल्लेख कर सकें तो ये दो लोकप्रिय हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं हालाँकि इस बिंदु पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस सिद्धांत भाग की हम यहां चर्चा कर रहे हैं वह स्लाइड्स में है और जिस तरह से हमने बात की है कि कैसे सामान्यीकरण किया जाता है R में किए जाने पर थोड़ा भिन्न हो सकता है जिस तरह से सामान्यीकरण होने जा रहा है R में लागू किया गया है और हमारे लिए उपलब्ध होने वाले फ़ंक्शंस और पैकेज थोड़े भिन्न हो सकते हैं तो यह उस लेखक पर निर्भर करता है जिसने वास्तव में उन कार्यों और सामान्यीकरण प्रक्रिया को लिखा है जिसे उन्होंने वहां लागू किया होगा इसलिए हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं तो अब हम चरण 3 की ओर बढ़ते हैं पिछला चरण हमने पहले ही सामान्यीकृत स्कोर की गणना कर ली है अब इस चरण में हम भारित सामान्यीकृत स्कोर की गणना करने जा रहे हैं तो इस चरण के अंत में हम भारित सामान्यीकृत निर्णय मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे इसलिए हमारे पास मानदंड भार हैं ताकि निर्णय निर्माताओं द्वारा इस विशेष टॉपसिस मॉडल के लिए व्यक्तिपरक इनपुट के रूप में प्रदान किया जा सके और फिर सामान्यीकृत स्कोर राय जिसे हम पहले ही परिकलित कर चुके हैं तो भारित अंक इन दो मूल्यों के साधारण गुणा के अलावा और कुछ नहीं हैं तो मानदंड भार को इन सामान्यीकृत अंकों से गुणा किया जाएगा तो वाई यानी भारित सामान्यीकृत स्कोर को राई से गुणा किया जा रहा है इसलिए हमें भारित सामान्यीकृत स्कोर मिलेगा अब हम चरण 4 पर आते हैं इसलिए इस विशेष चरण में कुछ और विवरण हैं तो इस चरण में हम जो करते हैं वह यह है कि आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं से दूरी की गणना की जाती है तो मुख्य गणना जो हम करते हैं वह वास्तव में इस विशेष चरण का हिस्सा है इसलिए इस चरण में पिछले चरण में प्राप्त भारित अंकों का उपयोग किया जाता है इसलिए हम चरण 3 में पहले ही प्राप्त कर चुके भारित सामान्यीकृत स्कोर का उपयोग करते हैं अब हम वर्चुअल आदर्श विकल्प के साथ इन भारित सामान्यीकृत स्कोर वाले प्रत्येक विकल्प की तुलना करने जा रहे हैं इसलिए कोई वास्तविक आदर्श विकल्प नहीं है इसलिए हम एक आभासी आदर्श विकल्प को परिभाषित करने जा रहे हैं इसी तरह हम एक आभासी आदर्श विरोधी विकल्प को परिभाषित करने जा रहे हैं और हमारे पास जो भी विकल्प हैं उनके भारित सामान्यीकृत स्कोर का उपयोग इन आभासी आदर्श और आभासी आदर्श विरोधी विकल्पों के साथ विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जाएगा तो हम इन आभासी विकल्पों को कैसे परिभाषित करते हैं हम तीन तरीकों को कवर करने जा रहे हैं जिनका उपयोग इन आभासी विकल्पों को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है तो चलिए पहले तरीके के बारे में बात करते हैं तो पहली विधि में आभासी आदर्श विकल्प का निर्माण इस तरह होगा तो निर्देशांक इस रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं तो v1 और आप सुपरस्क्रिप्ट को b के रूप में देख सकते हैं जो सर्वोत्तम मूल्य के लिए खड़ा है और इसी तरह v2b और vnb तक इसलिए हमारे पास मौजूद n विकल्पों को देखते हुए हम अपने पास मौजूद मानदंडों को देखते हुए सर्वोत्तम मूल्य चुनने जा रहे हैं तो आप यहां प्रत्येक मानदंड पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर का उपयोग करके देख सकते हैं फिर दो परिदृश्य हो सकते हैं इसलिए विकल्प 1 से n के लिए यहां हम मान रहे हैं कि n विकल्प 1 से n तक और अधिकतम a vai तक हैं तो वी हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि यह भारित सामान्यीकृत स्कोर है इसलिए यदि कसौटी i को अधिकतम करना है तो हम अधिकतम मान लेंगे इसी तरह यदि मानदंड i को न्यूनतम किया जाना है तो हम न्यूनतम मान लेंगे जिसका अर्थ है कि मान न्यूनतम va होने वाला है तो इन विकल्पों में से प्रत्येक के लिए सभी अंकों के बीच और एक विशेष मानदंड के संबंध में हम केवल एक विशेष कॉलम को देखते हैं ताकि एक विशेष मानदंड के अनुरूप हो तो उस मानदंड के लिए हम देखेंगे कि किस विकल्प का अधिकतम मान या न्यूनतम मान है तो मानदंड को अधिकतम किया जाना है तो हम अधिकतम मूल्य चुनेंगे यदि मानदंड को कम से कम करना है तो हम न्यूनतम मान चुनेंगे तो एक बार यह हो जाने के बाद हम आभासी आदर्श विकल्प के निर्माण के लिए प्रत्येक मानदंड पर इन सर्वोत्तम स्कोर का उपयोग करते हैं तो याद रखें कि यदि मानदंड को अधिकतम किया जाना है तो सर्वोत्तम स्कोर उच्चतम मूल्य होगा यदि मानदंड को कम से कम करना है तो सबसे अच्छा स्कोर न्यूनतम मूल्य होने जा रहा है इसलिए आभासी आदर्श विकल्प का निर्माण करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए तो एक बार यह हो जाने के बाद हम इस आभासी आदर्श विकल्प कोv1b v2b से vnbतक के रूप में निरूपित करेंगे इसी तरह आभासी आदर्श विरोधी विकल्प बनाने के लिए हमें सबसे खराब मूल्य चुनना होगा दोबारा दो परिदृश्य यदि मानदंड i को अधिकतम किया जाना है और चूंकि हम सबसे खराब मूल्य चुन रहे हैं इसलिए हम न्यूनतम मान लेंगे और दूसरे परिदृश्य में यदि मानदंड i को न्यूनतम किया जाना है तो चूंकि हम सबसे खराब मूल्य की तलाश कर रहे हैं हम अधिकतम मूल्य लेंगे तो यह आभासी आदर्श विकल्प के निर्माण में हमने जो किया उसके ठीक विपरीत है तो आभासी विरोधी आदर्श विकल्प में सबसे खराब स्कोर होगा और इसलिए हम इस आभासी विरोधी आदर्श विकल्प को v1w और v2wतक vnw के रूप में निरूपित कर रहे हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यह आभासी विकल्प को परिभाषित करने का एक तरीका था तो विकल्पों को परिभाषित करने के अन्य तरीके भी हो सकते थे उदाहरण के लिए एक दृष्टिकोण इन दिए गए विकल्पों और उन विकल्पों में से प्रत्येक के लिए मौजूद मूल्यों और अंकों पर विचार नहीं कर सकता है बल्कि एक पूर्ण स्थिति लेता है जिसमें पूर्ण आदर्श और पूर्ण आदर्श विरोधी बिंदु परिभाषित होते हैं तो इस मामले में जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि हम जिन मूल्यों की गणना करते हैं वे 0 और 1 के बीच होंगे तो क्यों न आदर्श बिंदुओं को 1 11 और आदर्श विरोधी बिंदु के रूप में लिया जाए ए 0 00 इसलिए विकल्पों के वास्तविक मूल्यों के बावजूद हमारे पास पूर्ण आदर्श बिंदु होगा और हमारे पास पूर्ण आदर्श विरोधी बिंदु होगा और हमारे पास जो भी विकल्प हो सकते हैं उनकी तुलना वास्तव में इन पूर्ण आदर्श और पूर्ण विरोधी आदर्श बिंदुओं से की जा सकती है तो यह आभासी विकल्पों को परिभाषित करने का एक और तरीका है फिर तीसरे तरीके में जैसा कि हमने उस मानदंड के बारे में बात की थी निर्णय निर्माताओं से व्यक्तिपरक इनपुट के रूप में भार को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है इसी तरह आभासी विकल्पों के लिए भी हम उन्हें निर्णय निर्माता से व्यक्तिपरक इनपुट के रूप में ले सकते हैं हालाँकि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये संख्याएँ जो हम निर्णय निर्माताओं से लेते हैं वे उस सीमा के भीतर हों जिसकी गणना पिछली विधियों द्वारा की जानी है इसलिए यदि आप देखते हैं कि सीमा आम तौर पर 0 और 1 होने वाली है तो उस अर्थ में निर्णय निर्माताओं द्वारा प्रदान किया गया इनपुट वास्तव में इस विशेष श्रेणी में होना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसलिए इस चरण 4 में हमने आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं से दूरी की गणना के बारे में बात की अब एक बार जब हम इन आदर्श और आदर्श विरोधी बिंदुओं को जान लेते हैं तो हमारे पास विकल्पों के बारे में पहले से ही जानकारी होती है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और इनमें से प्रत्येक विकल्प के लिए और इनमें से प्रत्येक विकल्प और आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं तो हम दूरी की गणना कैसे करते हैं कि इस गणना को करने के लिए किस मीट्रिक का उपयोग किया जाना चाहिए तो सबसे लोकप्रिय दूरी मीट्रिक जो आमतौर पर यूक्लिडियन दूरी मीट्रिक है अन्य दूरी मीट्रिक भी हैं जैसे मैनहट्टन दूरी इसका भी उपयोग किया जाता है क्योंकि यूक्लिडियन दूरी अधिक लोकप्रिय है इसलिए हम इस बारे में बात करेंगे तो हम विकल्प और आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना करने के लिए यूक्लिडियन दूरी का उपयोग कैसे करते हैं हम इस स्थिति को यहां स्लाइड में देख सकते हैं तो daideal जहां हम आदर्श बिंदु से दूरी की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह और कुछ नहीं बल्कि i पर योग से योग का वर्गमूल है जहां i 1 से n तक है हमारे पास n विकल्प दिए गए हैं और फिर कोष्ठक के भीतर हमारे पास और उसका वर्ग है तो यह यूक्लिडियन दूरी सूत्र का बहुत विशिष्ट है जहाँ आपको याद हो सकता है कि यह आमतौर पर इस प्रकार है जहाँ x1 y1 और x2 y2 दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं जिनके बीच की दूरी की गणना की जानी है इसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार के भावों का प्रयोग यहाँ किया गया है तो आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के संबंध में तो हम इन दो अभिव्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं तो आदर्श विरोधी बिंदु के लिए यह अभिव्यक्ति है इस भाग का उपयोग करके दांती की गणना की जा रही है इसलिए इन दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करके हम हमेशा आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं से प्रत्येक विकल्प की दूरी की गणना कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चरण 4 के अंत में हमारे पास सभी विकल्पों और आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के बीच की दूरी होगी तो एक बार ऐसा हो जाने पर हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रत्येक विकल्प के लिए निकटता अनुपात की गणना कर सकते हैं तो यह निकटता अनुपात यानी सीए प्रत्येक विकल्प के लिए गणना की जा रही है इसलिए यह देखते हुए हम इस आधार पर सबसे अच्छा विकल्प चुनना चाहेंगे कि यह आदर्श बिंदुओं के करीब होने वाला है और यह आदर्श विरोधी बिंदुओं से सबसे दूर होने वाला है तो एक विकल्प सबसे अच्छा विकल्प होने जा रहा है यदि वह आदर्श बिंदुओं के करीब हो इसलिए इस दूरी के daideal का एक छोटा मूल्य होने वाला है सबसे अच्छे विकल्प के लिए यह Ca मान 1 के करीब होने वाला है और सबसे खराब विकल्प के लिए यह मान 0 के करीब होने वाला है क्योंकि आदर्श बिंदु से दूरी अधिक होने वाली है और इसलिए हर का मान अधिक होगा और इसलिए निकटता अनुपात का समग्र मूल्य 0 के करीब होगा इसलिए यह निकटता अनुपात सीए मान के बीच झूठ बोलने वाला है 0 और 1 जैसा कि आप व्यंजक से ही देख सकते हैं तो पसंदीदा विकल्प के लिए यह मान 1 के करीब होने जा रहा है इसलिए प्रत्येक विकल्प के लिए हम इस निकटता अनुपात की गणना करने जा रहे हैं और एक बार हमारे पास प्रत्येक विकल्प के लिए निकटता अनुपात के लिए ये मान हैं तो हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा पसंदीदा है और हम एक रैंकिंग भी तैयार कर सकते हैं तो ये पाँच चरण हैं जो हमें अपने टॉपसिस मॉडलिंग को पूरा करने के लिए करने हैं तो अब हम यह करेंगे कि अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे वास्तव में समझने के लिए हम R में एक अभ्यास करेंगे तो पहला कदम उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के बारे में है जो हमारे पास विकल्प मानदंड और प्रदर्शन तालिका जैसी हैं फिर दूसरा चरण सामान्यीकरण करने के बारे में है इसलिए स्कोर को सामान्यीकृत किया जाना है क्योंकि हम प्रत्येक विकल्प पर प्रदर्शन की तुलना करना चाहते हैं इसलिए उस सामान्यीकरण के बाद हमने भारित सामान्यीकरण स्कोर के बारे में बात की क्योंकि विभिन्न मानदंडों के अलग अलग वजन हो सकते हैं जिन्हें आप निर्णय निर्माताओं की प्राथमिकताओं के बारे में जानते हैं इसलिए इसे प्रक्रियाओं में ही शामिल किया जाना है ताकि चरण संख्या 3 में किया जा सके फिर चरण 4 में हम आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं को परिभाषित करते हैं और एक बार ऐसा करने के बाद हम प्रत्येक विकल्प के लिए गणना करते हैं इसलिए हम आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के साथ प्रत्येक विकल्प के लिए दूरी की गणना करते हैं इसलिए यह देखते हुए कि पांचवें चरण में हम वास्तव में निकटता अनुपात की गणना करते हैं

तो अब RStudio में हम इसका उदाहरण लेंगे यानी कारों की रैंकिंग और हमारे पास तीन विकल्प और चार मानदंड होंगे तो इस व्याख्यान में हम यहीं रुकना चाहेंगे और अगले व्याख्यान में हम अपना अभ्यास RStudio में करेंगे